नमस्ते मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के ऐस्टीमेशन के एक और मॉड्यूल में आपका स्वागत है इसलिए हम ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के लिए एक अलग अनुमान योजना या अलग चैनल अनुमान योजना देख रहे हैं जो OFDM प्रणाली है और हमने इसे कॉम टाइप पायलट बेस्ड अनुमान कहा है ठीक है तो हम एक कॉम टाइप पायलट या मूल रूप से CTP देख रहे हैं यह OFDM या ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के लिए आपका कॉम टाइप पायलट है ठीक है और हमने फिर से कहा बस आपकी मेमोरी को रीफ्रेश करने के लिए हम एक सिस्टम पर विचार करने जा रहे हैं जिसमें N बराबर 4 सबकैरियर्स और L बराबर 2 टैप ISI चैनल है और हमने पिछले मॉड्यूल में क्या किया था हमने N बराबर 4 सबकैरियर्स पर लोड 4 सिंबल्स को देखा था वह X 0 X 1 X 2 X 3 है ठीक है और हमने कहा कि हम सभी सबकैरियर्स को पायलट सिंबल्स के साथ लोड नहीं करने जा रहे हैं बल्कि हम केवल उन सिंबल्स को लोड करने जा रहे हैं जो सबकैरियर्स L बराबर 1 3 हैं ये पायलट सिंबल्स हैं और वास्तव में हमने कहा कि ये हैं L बराबर 13 ये आपके पायलट सबकैरियर्स हैं ठीक है और इसी तरह हमारे पास X 0 और X 2 हैं बाकी सबकैरियर्स जो सबकैरियर्स L 0 2 के बराबर है ये आपकी इंफॉर्मेशन सबकैरियर्स हैं इन्हें लोड किया जाता है नियमित इंफॉर्मेशन सिंबल्स के साथ लोड किया जाता है जो कि ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन है तो ये आपके नियमित इंफॉर्मेशन सिंबल्स के साथ लोड होते हैं अब हम क्या करते हैं अब हमारे पास मूल रूप से हमारे पास 2 पायलट सबकैरियर्स हैं ये X 1 X 3 2 पायलट सिंबल्स हैं और ये X 0 X 2 इंफॉर्मेशन सिंबल्स हैं और अब हमारे पास मूल रूप से पायलट सिंबल्स हैं जो इंफॉर्मेशन सिंबल्स के साथ मैश्ड हैं इसलिए इसे कॉम टाइप पायलट अरेंजमेंट के रूप में जाना जाता है जो हमने कल देखा था और अब एक बार हमारे पास सिंबल्स का यह ब्लॉक है जो कि पायलट सिंबल्स और इंफॉर्मेशन सिंबल्स हैं जो सबकैरियर्स पर लोड होते हैं हम N पॉइंट लेते हैं जो कि टाइम डोमेन के सैंपल्स उत्पन्न करने के लिए N बराबर 4 पॉइंट IFFT है यह उनके नियमित OFDM के समान है तो अब हम क्या करते हैं कि हम सैंपल्स को उत्पन्न करने के लिए आपके N को 4 पॉइंट IFFT के बराबर करते हैं और ये आपके x 0 x 1 x 2 x 3 ठीक हैं जो अन्य टाइम डोमेन सैंपल्स हैं ये टाइम डोमेन सैंपल्स हैं और वास्तव में ये दिए गए हैं क्योंकि kth सैंपल x k 1 ओवर N सबमिशन l बराबर 0 से N 1 X l e पॉवर j 2 pie k l बाय N है अब एक बार जब आप टाइम डोमेन के सैंपल्स उत्पन्न करते हैं हम साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ते हैं जो मूल रूप से x 3 है जो कि कुछ सिंबल्स अंत से शुरुआत में प्रीफिक्स किए हैं इसलिए आपके पास अब x 3 x 0 x 1 x 2 x 3 हैं और ये मूल रूप से L बराबर 2 टैप ISI चैनल पर प्रसारित होते हैं बिलकुल ठीक ये L बराबर 2 टैप ISI चैनल पर प्रसारित होते हैं जो कि आपका y k है जो h 0 x k h 1 x k 1 V k है सब ठीक है एक बार जब आप साइक्लिक प्रीफिक्स को मूल रूप से प्रसारित कर लेते हैं तो एक बार जब आप इस इंटर सिंबल इंटरफेरेंस चैनल पर साइक्लिक प्रीफिक्स के साथ टाइम डोमेन सैंपल्स प्रसारित करते हैं अब मूल रूप से क्या होता है सैंपल्स पर चैनल की कार्रवाई सर्कुलर कन्वॉल्यूशन से होती है इसलिए आपके पास जो प्राप्त आउटपुट y है h का x के साथ सर्कुलरली कन्वॉल्वड होना v है ठीक है अब एक बार जब आप FFT लेते हैं तो आप आउटपुट सैंपल्स y के FFT को लेते हैं ठीक है यह सर्कुलर कन्वॉल्यूशन FFT में या फ़्रीक्वेंसी डोमेन में गुणा हो जाता है हाँ फ़्रीक्वेंसी डोमेन में गुणा होने के कारण इसलिए सबकेरियर L के साथ आपके पास Y L H L गुणा X L V L के बराबर है तो यह मूल रूप से फ़्रीक्वेंसी डोमेन में सबकैरियर L के साथ है बिलकुल ठीक तो यह कुछ ऐसा है जिसे आपको याद रखना है वह यह कि यह FFT या फ़्रीक्वेंसी डोमेन में है कि आप प्राप्त आउटपुट सैंपल्स का FFT लेते हैं सब ठीक है क्योंकि चैनल को टाइम डोमेन सैंपल्स के साथ सर्कुलरली कन्वॉल्वड किया गया है इसलिए फ़्रीक्वेंसी डोमेन में संबंधित चैनल कॉफिशिएंट्स को मूल रूप से सैंपल्स के संबंधित FFT कॉफिशिएंट्स द्वारा गुणा किया जाता है लेकिन FFT कॉफिशिएंट्स लेकिन याद रखें सैंपल्स सबकैरियर्स पर लोड किए गए सिंबल्स के IFFT द्वारा उत्पन्न होते हैं इसलिए सैंपल्स का FFT कुछ नहीं है लेकिन सबकैरियर्स पर लोड किए गए सिंबल्स हैं इसलिए Lth सबकैरियर्स का आउटपुट L चैनल कॉफिशिएंट्स HL गुना XL है जो कि Lth सबकैरियर्स पर लोड किए गए सिंबल्स नॉयस जो कि Lth सबकैरियर् पर नॉयस है जो कि टाइम डोमेन नॉयस सैंपल्स के Lth FFT पॉइंट द्वारा दिया जाता है ठीक है तो हम इसे देख सकते हैं यह Lth सबकैरियर पर चैनल कॉफिशिएंट्स है और यह Lth सबकैरियर पर लोड किया गया सिंबल है ठीक है अब विशेष रूप से चैनल आकलन के लिए याद रखें हम पायलट सिंबल्स या सबकैरियर्स में रुचि रखते हैं इसलिए हमें इन पायलट सबकैरियर्स के अनुरूप आउटपुट सिंबल्स को निकालना होगा और याद रखें कि ये पायलट सबकैरियर्स L बराबर 1 और L बराबर 3 हैं ये हमारे पायलट सबकैरियर्स हैं ठीक है तो ये मूल रूप से हमारे पायलट सबकैरियर्स हैं इसलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं हम पायलट सबकैरियर्स के अनुरूप आउटपुट सिंबल्स को निकालने जा रहे हैं वह Y 1 बराबर H 1 X 1 V 1 Y 3 बराबर H 3 X 3 V 3 है ठीक है चूँकि L बराबर 1 और L बराबर 3 मूल रूप से पायलट सबकैरियर्स हैं इसलिए हम आउटपुट सिंबल्स Y 1 और Y 3 को इन पायलट सबकैरियर्स के अनुरूप निकाल रहे हैं ठीक है तो ये पायलट सबकैरियर्स के अनुरूप आउटपुट हैं इनका उपयोग चैनल आकलन के लिए किया जा सकता है सही अब इसे मैट्रिक्स रूप में लिखना है फिर से मैं इसे लिख सकती हूं फिर से हमने OFDM के लिए पहले जैसा ही किया है मैं इसे मैट्रिक्स रूप में लिख सकती हूं यह Y 1Y 3 X 1 X 3 गुणा H 1 H 3 आपके नॉयस V1V3 के बराबर है और अब इसलिए आपके पास जो है वह मूल रूप से आइए हम इस आउटपुट वेक्टर Y चेक को कॉल करते हैं आइए हम पायलट सिंबल्स के इस विकर्ण मैट्रिक्स को X चेक कहते हैं यह वास्तव में पायलट मैट्रिक्स है गुणा में इस वेक्टर को हम आपका H चेक V चेक कहते हैं तो मूल रूप से Y चेक यह क्या है यह आपका मूल रूप से 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है यह 2 क्रॉस 1 वेक्टर है और यह 2 क्रॉस 1 वेक्टर है और फिर से निरीक्षण करें कि यह X चेक यह पायलट सिंबल्स का विकर्ण मैट्रिक्स है यह पायलट सैंपल्स X 1 और X 3 का विकर्ण मैट्रिक्स है यह तिरछे तत्व प्रेषित पायलट सिंबल्स X1 और X 3 हैं सब ठीक है इसलिए यह एक विकर्ण मैट्रिक्स है और वास्तव में यह OFDM चैनल अनुमान के आधार पर इस कॉम टाइप पायलट बेस्ड के लिए पायलट मैट्रिक्स भी है ठीक है तो यह मूल रूप से हमारे पायलट मैट्रिक्स है ठीक है तो यह हमारा 2 क्रॉस 2 पायलट मैट्रिक्स है और अब स्पष्ट रूप से एक सिस्टम मॉडल जो हमारा समकक्ष सिस्टम मॉडल है Y चेक है हमारे पास यह Y चेक X चेक गुणा H चेक V चेक के बराबर है

इसलिए चैनल अनुमान के लिए लीस्ट स्क्वेयर्स समस्या के रूप में तैयार किया जा सकता है चैनल आकलन के लिए लीस्ट स्क्वेयर्स समस्या को अब मानक Y X या मानदंड Y चेक X चेक के पूरे वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकता है यह वही है और H चेक को निकालना है जो कि इस लीस्ट स्क्वेयर्स कॉस्ट फंक्शन को कम करता है ठीक है तो हमें इस वेक्टर H चेक को निकालना होगा सही और यह लीस्ट स्क्वेयर्स न्यूनतम समस्या से पाया जाता है जो कि H चेक है जो इस लीस्ट स्क्वेयर्स कॉस्ट फंक्शन को कम करता है ठीक है तो हमें इस वेक्टर H चेक की जांच करनी होगी सही और यह लीस्ट स्क्वेयर्स न्यूनतम के रूप में पाया जाता है यह H चेक है जो इस लीस्ट स्क्वेयर्स कॉस्ट फंक्शन को कम करता है जो कि Y चेक X चेक गुना H चेक का मानदंड का पूरा वर्ग है ठीक है और हम इस लीस्ट स्क्वेयर्स कॉस्ट फंक्शन के समाधान को जानते हैं फिर से जो हम पहले की तरह ही OFDM के मामले में कर चुके हैं मेरे पास अनुमान है कि H हैट X चेक हर्मिटियन X चेक का स्यूडो इनवर्स गुना X चेक हेर्मिटियन गुना Y है हालांकि अब यह एक विकर्ण मैट्रिक्स है और इन्वेर्टिबल है X चेक एक विकर्ण मैट्रिक्स है जिसका अर्थ है X चेक इन्वेर्टिबल है इसलिए विशेष रूप से इस परिदृश्य के लिए ही मेरा मतलब है हालांकि यह आम तौर पर मान्य नहीं है मैं इसे लिख सकती हूं जैसे कि X चेक एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है X चेक उसकी जांच करें इसलिए यह X चेक इनवर्स X चेक हेर्मिटियन इनवर्स गुना X चेक हेर्मिटियन गुना Y चेक बन जाता है X चेक हेर्मिटियन गुना X चेक हेर्मिटियन इनवर्स यह आइडेंटीटी है इसलिए यह मूल रूप से आपका H hat वास्तव में है यह X चेक इनवर्स गुना Y चेक है इसलिए यह वास्तव में चैनल कॉफिशिएंट्स का अनुमान है अब इसे बहुत आसानी से लागू किया जा सकता है क्योंकि X चेक एक विकर्ण मैट्रिक्स है तो विकर्ण मैट्रिक्स का इनवर्स कुछ भी नहीं है बल्कि विकर्ण तत्वों के पारस्परिक के साथ एक और विकर्ण मैट्रिक्स है इसलिए हमारे पास मूल रूप से वास्तव में H हैट 1 है जो सबकैरियर्स का अनुमान है पायलट सबकैरियर्स के चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमान मूल रूप से इस विकर्ण मैट्रिक्स के इनवर्स गुना पायलट सबकैरियर्स पर Y 1 Y 3 आउटपुट पायलट सबकैरियर्स पर नॉयस V1 V 3 है और इसलिए अब आप देख सकते हैं कि यह तत्वों के इनवर्स के अलावा और कुछ नहीं है विकर्ण पर तत्वों का एक पारस्परिक है क्योंकि यह एक विकर्ण है जैसा कि हमने कहा कि X चेक एक विकर्ण मैट्रिक्स है इसलिए इसका इनवर्स एक अन्य विकर्ण मैट्रिक्स है जो विकर्ण तत्वों का पारस्परिक है जो अंत में तात्पर्य है यदि आप इस एक एक तत्व को देखते हैं इसलिए अनुमान है कि H हैट 1 फिर से आप देख सकते हैं यह 1 ओवर X 1 गुना Y 1 है H हैट 3 1 ओवर X 3 गुना Y 3 है मुझे खेद है अनुमान में कोई नॉयस नहीं होना चाहिए इसलिए यह मूल रूप से यह हिस्सा है और इसलिए हमारे यहां जो है वह है H हैट 1 Y 1 बाय X1 के बराबर H हैट 3 Y 3 बाय X 3 है तो ये मूल रूप से हैं ये क्या हैं ये पायलट सबकैरियर्स पर चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमान हैं ये पायलट सबकैरियर्स के अनुरूप चैनल कॉफिशिएंट्स H हैट 1 H हेट 3 के अनुमान हैं और यह महसूस करना कुछ महत्वपूर्ण है कि पहले के रूप में जब हम सभी सबकेरियर्स पर पायलट सिंबल्स को लोड करते हैं तो हमारे पास सभी सबकैरियर्स के अनुरूप सभी चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमान हैं हालाँकि अब हमारे पास सभी सबकैरियर्स के अनुरूप चैनल कॉफिशिएंट्स का अनुमान नहीं है हम केवल पायलट सबकैरियर्स के अनुरूप उन चैनल कॉफिशिएंट्स का अनुमान लगा सकते हैं और पायलट सबकेरियर्स पर चैनल कॉफिशिएंट्स के इन अनुमानों से हम यह देखने जा रहे हैं कि दिलचस्प रूप से हम बाकी सबकैरियर्स पर चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमानों को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं और यह करने की चाल निम्नलिखित को साकार करने में निहित है अब यदि आप देखते हैं यदि आप पीछे जाते हैं और पिछले मॉड्यूल में इन चैनल कॉफिशिएंट्स को देखते हैं अब आप जो देख सकते हैं वह मूल रूप से है सबकैरियर्स पर चैनल कॉफिशिएंट्स चैनल टैप्स के रूप में व्यक्त किया जा सकता है सब ठीक है तो मेरे पास H 1 है जिसे मूल रूप से h 0 - j h 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और मेरे पास H 3 है जिसे h 0 j h 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है इसलिए अब आपके पास क्या है यदि आप वापस जाते हैं तो आप निम्नलिखित बात देख सकते हैं इसलिए मेरे पास H 1 बराबर h 0 j h 1 और H 3 बराबर h 0 j h 1 हाँ तो ये सबकैरियर्स पर कॉफिशिएंट्स हैं और h 0 और h 1 याद है ये टाइम डोमेन में चैनल टैप्स हैं ये वास्तव में टाइम डोमेन में चैनल टैप्स हैं चैनल कॉफिशिएंट्स मूल रूप से हैं अगर आपको याद है कि चैनल कॉफिशिएंट्स मूल रूप से चैनल टैप्स के 0 पेअर्ड FFT द्वारा प्राप्त किए जाते हैं इसलिए मेरे पास H 0 H 1 है मैंने N को 4 पॉइंट FFT या फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म या H 2 और H 3 के बराबर देखा और यह मूल रूप से आपका N 4 पॉइंट FFT के बराबर है तो सबकैरियर्स में फ़्रीक्वेंसी डोमेन में चैनल कॉफिशिएंट्स को मूल रूप से चैनल टैप्स के FFT द्वारा दिया जाता है वास्तव में टाइम डोमेन में चैनल टैप्स का 0 पेअर्ड FFT करता है ठीक है अब यदि आप इस पर गौर करते हैं तो मेरे पास H 1 है जो कि कैरियर 1 में चैनल कॉफिशिएंट्स है जो h 0 - j h 1 और H 3 जो कि सबकेरियर 3 में कॉफिशिएंट्स h 0 j h 1 है अब मैं इसे एक मैट्रिक्स रूप में लिख सकती हूं और वह दिलचस्प हो जाएगा जो H 1 H 3 बन जाएगा जो बराबर है 1 j 1 j गुना चैनल टैप वेक्टर h 0 h 1 के और अब अगर आप इसे देखते हैं तो यह देखना आसान है कि टाइम डोमेन में चैनल टैप्स है जो h हैट 0 h 0 h 1 है इस मैट्रिक्स का इनवर्स है इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 1 j 1 j का इनवर्स गुना H 1 H 3 और वास्तव में एकमात्र अंतर मूल रूप से बाहरी कॉफिशिएंट्स H 1 H 3 का अनुमान है इसलिए तदनुसार यदि आपके पास दाईं ओर अनुमान है तो आपके पास बाईं ओर अनुमान होगा तो मूल रूप से मेरे पास सबकेरियर्स 1 और 3 के चैनल कॉफिशिएंट्स H hat 1 H हैट 3 के अनुमान हैं और इसमें से मैं इन अनुमानों से मैं मूल रूप से चैनल टैप्स h हैट 0 और h हैट 1 के अनुमानों को पुनर्प्राप्त कर सकती हूं वास्तव में यह इस पूरी प्रक्रिया की कुंजी रखता है क्योंकि याद रखें कि जब हमने शुरुआत की थी हमने कहा था कि इस प्रणाली में केवल 2 अज्ञात हैं और ये 2 अज्ञात वास्तव में चैनल टैप्स हैं जो टाइम डोमेन चैनल टैप्स यह आपका h 0 और h 1 है इसलिए मूल रूप से मुझे इस टाइम डोमेन चैनल टैप को निर्धारित करने के लिए 2 समीकरणों की आवश्यकता है और उन 2 समीकरणों को मेरे H 1 द्वारा दिया गया है जो कि सबकैरियर 1 पर सबकेरियर कॉफिशिएंट्स या सबकैरियर कॉफिशिएंट्स का अनुमान है और H 3 पर कि H हैट 3 है जो सबकेरियर 3 पर चैनल कॉफिशिएंट्स का अनुमान है और अब से मैं टाइम डोमेन चैनल के टैप्स का अनुमान पा सकती हूं और निश्चित रूप से 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है जो इनवर्ट करने के लिए आसान है जो कि 1 ओवर डेटर्मिनेन्ट है जो कि 1 ओवर 2 j गुना विकर्ण प्रविष्टियों को इंटरचेंज करें जो कि j और 1 है और विकर्ण प्रविष्टियों का नेगेटिव करें ठीक है तो विकर्ण प्रविष्टियों को इंटरचेंज करें और विकर्ण को नेगेटिव करें इसलिए यह j 1 है और यह मूल रूप से अब H हैट 1 H हैट 3 के बराबर है और यह मूल रूप से मुझे h hat 0 h hat 1 देता है ये मूल रूप से अनुमान हैं ये क्या हैं ये टाइम डोमेन चैनल टैप्स के अनुमान हैं और यह दिलचस्प है इसलिए टाइम डोमेन के अनुमान प्राप्त करने के लिए आप इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग कर सकते हैं ये टाइम डोमेन चैनल टैप्स के अनुमान हैं और यही हमारे पास हैं और इसलिए अब आप देख सकते हैं कि h हैट 0 यह मूल रूप से इसका मतलब है कि अब यह लिखते हुए कि मेरे पास h हैट 0 1 ओवर 2 j गुना j H hat 1 j H hat 3 है और इसी तरह h हैट 1 1 ओवर 2 j गुना H हैट 1 H हैट 3 के बराबर है ठीक है और निश्चित रूप से 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो ये अनुमान हैं और याद रखें कि हमने पहले ही कहा था ये मूल रूप से टाइम डोमेन में चैनल टैप्स के अनुमान हैं तो मूल रूप से ये H हैट 0 1 ओवर 2 j गुना j H hat 1 j H hat 3 है h हैट 1 1 ओवर 2 j गुना H हैट 1 H हैट 3 के बराबर है इसलिए ये स्पष्ट रूप से H हैट 1 हैं और H हैट 3 फ़्रीक्वेंसी डोमेन में पायलट सबकैरियर्स के चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमान हैं और अब मूल रूप से इन से अब बाकी सबकेरियर कॉफिशिएंट्स की गणना की जा सकती है इसलिए अब मैं टाइम डोमेन में h हैट 0 और h हैट 1चैनल टैप्स के अनुमान का उपयोग कर सकती हूं और बाकी सबकेरियर्स कॉफिशिएंट्स के अनुमानों की गणना करें और इसे भी निम्नानुसार किया जा सकता है अब फिर से हम वापस जाते हैं जहां हमने चैनल प्रकारों के संदर्भ में सबकेरियर चैनल कॉफिशिएंट्स व्यक्त किया है और देखें कि हम एक बार फिर कैसे उपयोग कर सकते हैं और वह मूल रूप से निम्नानुसार किया जाता है अब अगर हम इसे फिर से देखें तो मेरे पास H 0 मूल रूप से तो आप देख सकते हैं कि h 0 h 1 है सब ठीक है और सबकेरियर 2 में कॉफिशिएंट्स h 0 h 1 है ठीक है तो अब मैं फिर से वापस जा सकती हूं और मैं इस प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकती हूं I तो मूल रूप से जो मेरे पास है वह दिलचस्प है मेरे पास है मेरे पास H 0 बराबर h 0 h 1 है H 2 h 0 h 1 के बराबर है और अब मैं मूल रूप से H हैट 2 के बराबर इन अनुमानों को कर सकती हूं तो मूल रूप से अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि H हैट 0 H हैट 2 ये सबकेरियर L बराबर 1 2 के लिए आपके चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमान हैं या जो मूल रूप से नॉन पायलट सबकैरियर्स subcarriers के लिए चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमान हैं इंफॉर्मेशन सिंबल्स के लिए चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमान हैं ये मूल रूप से आपके इंफॉर्मेशन सबकैरियर्स के लिए चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमान हैं और यही हमारे यहां है तो अगर आप इस पर गौर करते हैं तो हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प है तो अब जो इसे मूल रूप से पूरा करता है अब यदि आप इसे देखते हैं जो मूल रूप से समस्या को पूरा करता है अब हमारे पास सभी सबकैरियर्स पर चैनल कॉफिशिएंट्स का अनुमान है मूल रूप से H हैट 1 और H हैट 3 का अनुमान हमने पायलट सबकेरियर्स से लगाया था पायलट सबकैरियर्स प्रेषित पायलट सिंबल्स द्वारा हमने इन चैनल टैप्स का अनुमान लगाया था और चैनल टैप्स से हमने नॉन पायलट सबकेरियर्स के अनुरूप चैनल के बाकी कॉफिशिएंट्स का अनुमान लगाया है सब ठीक है तो यह बहुत दिलचस्प है इसलिए भले ही आप 2 सबकैरियर्स पर केवल 2 पायलट सिंबल्स को प्रसारित कर रहे हैं जो कि आप सभी सबकेरियर्स पर पायलट सिंबल्स को प्रेषित नहीं कर रहे हैं आप केवल कुछ पायलट सबकैरियर पर कुछ पायलट सिंबल्स को प्रेषित कर रहे हैं आप मूल रूप से सभी सबकैरियर्स पर चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमानों को निकालने में सक्षम हैं तो मूल रूप से ध्यान दें हालांकि एक L बराबर 2 पायलट सिंबल्स को संचारित कर रहा है एक सभी सबकैरियर्स पर चैनल कॉफिशिएंट्स के अनुमान को प्राप्त कर रहा है और इसलिए इस योजना का क्या फायदा है इसका क्या फायदा है कॉम टाइप पायलट स्कीम फिर से स्पष्ट है कुछ ऐसा जो हमने पहले ही कहा है हम केवल कुछ सबकैरियर्स पर पायलट सिंबल्स को प्रसारित कर रहे हैं इसलिए बाकी सबकैरियर्स का उपयोग सूचना या डेटा सिंबल्स को प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है और इससे बैंडविड्थ एफिशिएंसी में काफी वृद्धि होती है ठीक है तो चलिए ध्यान दें यानि आपके कॉम टाइप पायलट बेस्ड चैनल आकलन स्कीम का क्या फायदा है कॉम टाइप पायलट बेस्ड चैनल आकलन योजना का क्या फायदा है और यह एक ऐसी चीज है जिसे हम पहले ही देख चुके हैं बस इसे एक आखिरी बार दोहराने के लिए कि मेरे पास X 0 X 1 X 2 X 3 है X 1 और X 3 ये आपके पायलट सिंबल्स हैं X 0 X 2 ये आपके इंफॉर्मेशन सिंबल्स हैं ये इंफॉर्मेशन सिंबल्स हैं इसलिए आप पायलट सिंबल्स और इंफॉर्मेशन सिंबल्स को प्रेषित कर रहे हैं आप पायलट सिंबल्स को पूरी तरह से प्रसारित नहीं कर रहे हैं इसलिए चूंकि पायलट्स को कॉम टाइप पायलट ट्रांसमिशन में कुछ सबकैरियर्स पर लोड किया जाता है पायलट सिंबल्स को कुछ सबकैरियर्स पर लोड किया जाता है और बाकी सबकैरियर्स को इंफॉर्मेशन के साथ लोड किया जाता है बाकी कैरियर्स इंफॉर्मेशन सिंबल्स के साथ लोड होते हैं इसलिए यह बैंडविड्थ एफिशिएंसी में सुधार करता है इसलिए यह इंफॉर्मेशन रेट और बैंडविड्थ एफिशिएंसी में सुधार करता है जो नोट करने के लिए कुछ दिलचस्प भी है यह बैंडविड्थ एफिशिएंसी में सुधार करता है यह सिस्टम की बैंडविड्थ एफिशिएंसी में काफी सुधार करता है ठीक है जो हमने देखा है तो यह मूल रूप से OFDM के लिए कॉम टाइप पायलट बेस्ड चैनल आकलन योजना का सारांश है OFDM चैनल अनुमान योजना के पिछले पारंपरिक पायलट बेस्ड OFDM चैनल आकलन योजना की तुलना में इसके बारे में क्या दिलचस्प है मूल रूप से आप केवल कम सबकैरियर्स पर पायलट सिंबल्स को लोड कर रहे हैं इसलिए बाकी सबकैरियर्स का उपयोग इंफॉर्मेशन सिंबल्स को प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है और पायलट सबकैरियर्स में फ़्रीक्वेंसी डोमेन में चैनल गुणांकों का पहले आकलन करके चैनल का अनुमान आगे बढ़ता है उन्हें टाइम डोमेन में चैनल टैप्स के अनुमानों में वापस कन्वर्ट करें और टाइम डोमेन में चैनल टैप्स के अनुमानों से बाकी सबकैरियर के अनुरूप चैनल कॉफिशिएंट्स का अनुमान करें यह नॉन पायलट सबकैरियर्स या इंफॉर्मेशन सिंबल्स सबकैरियर्स है और इसलिए अब भले ही आप कम पायलट सिंबल्स को प्रसारित कर रहे हैं आप मूल रूप से सभी सबकैरियर्स के अनुरूप चैनल कॉफिशिएंट्स स्थापित करने में सक्षम हैं सारांश में यह मूल रूप से स्पिरिट पकड़ता है और मूल रूप से इस ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग OFMD सिस्टम में यह कॉम टाइप या CTP आधारित चैनल का अनुमान का तरीका है इसलिए हम इस मॉड्यूल को यहां रोक देंगे और हम बाद के मॉड्यूल में इसको आगे बढ़ाने के लिए एक उदाहरण देखेंगे धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद